Fundamentals of Electrical Engineering Prof Debapriya Das Department of Electrical Engineering Indian Institute of Technology Kharagpur Lecture - 58 Three phase Induction Motors Refer Slide Time 0027 तो इस पॉइंट को देखिए जोकि 100 KVA 442 220 वोल्ट सिंगल फेज 50 हर्ट्ज कोर टाइप ट्रांसफार्मर है जो 985 की एफिशिएंसी रखती है जब 08 पावर फैक्टर पर फुल लोड की आपूर्ति करने पर 99 की एफिशिएंसी का नुकसान होता है जब आपके लोड की आपूर्ति का विश्लेषण होता है यूनिटी पावर फैक्टर के बेस पर फुल लोड पर आयरन लॉस और कॉपर लॉस का पता लगाएं तो यह एक समस्या है तो आयरन लॉस Wi है और फुल लोड कॉपर लॉस का कहना है कि Wc फुल लोड का मतलब है कि x 1 मेरा मतलब है कि यह कुछ इस तरह से है मान लीजिए X KVA को KVA पूर्ण लोड से लिखते हैं इस तरह अगर मैं लिखता हूं तो इसे एक ट्रांसफॉर्मर माना जाता है जो कि KVAरेटेड है जिस पर KVA संचालित होता है तो इन चीजों का अनुपात x का लोडिंग फैक्टर देगा तो अगर यह KVA KVA f1 है तो x 1होगा तो इसीलिए इसे x 1 लिखा जाता है Refer Slide Time 0142 इस फार्मूले की एफिशिएंसी को ड्राइव करने के बाद 985 मिली है तो 0985 यह 100 केवीए का ट्रांसफार्मर है तो 100 जो कि 1000 08 पावर फैक्टर है और x 1 है इसलिए यह यहां नहीं दिखाया गया है लेकिन 1 से गुणा किया जाता है वे सेम वैल्यू आयरन लॉस कॉपर लॉस Wi WC से विभाजित होते हैं इसलिए यदि सरलीकरण के बाद यदि आप इसे सरल करते हैं तो यह 085 Wi 0985 Wc 1200 होगा यह समीकरण 1 है Refer Slide Time 0218 अब जब ट्रांसफर हाफ लोड आउटपुट को यूनिटी पावर फैक्टर के हाफ लोड के साथ निकाला जाता है तो 12X100X103X10 का आउटपुट 50X 103 पावर व्हाट आता है आधा लोड का मतलब है केवीए 1 2 यूनिटी पावर फैक्टर यह एक यूनिटी पावर फैक्टर है इसलिए उस समय एफिशिएंसी 99 थी Refer Slide Time 0238 तो 099 फिर 50X 103 से 50X 103 W i और हाफ कॉपर लॉस से विभाजित होगा क्योंकि अब कॉपर लॉस x2 Wc और x एक अपलोड है इसलिए x हा तो half 2 Wc चलिए इसे स्पष्ट करते हैं इसलिए 099 W i 02475 W c 500 जो कि इक्वेशन 2 है इसलिए इक्वेशन 1 और 2 को हल करने पर W i 2673 वाट और W c 9509 वाट प्राप्त करें तो यह आयरन लॉस है और यह कॉपर लॉस है यह उत्तर है इसे हल करने के लिए मैं एक डबल डैश बना रहा हूं कि यह उदाहरण नहीं है के लिए एक एक्सरसाइज है Refer Slide Time 0328 ट्रांसफार्मर के वोल्टेज रेगुलेशन की गणना करने के लिए आउटपुट के 2 की कॉपर लॉस और 5 की प्रतिक्रिया ड्रॉप होती है जब पावर फैक्टर 08 लैगिंग और 08 लीडिंग होता है उस फार्मूला रेगुलेशन का उपयोग करने के साथ तदनुसार यह जवाब नहीं दिया जाता है लेकिन यह इसे हल करेगा Refer Slide Time 0348 अब अगला उदाहरण है 13 यहां ट्रांसफार्मर के सिंगल फेज स्टेप डाउन में 3 का अनुपात है यह k 3 है प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस 12 Ω और 6Ω है और वे क्रमशः 005 Ω और 003Ω पर सेकेंडरी वाइंडिंग हैं यदि हाई वोल्टेज वाइंडिंग में 230 वोल्ट सप्लाई किए जाएं जिसमें लो वोल्टेज वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो तो लो वोल्टेज वाइंडिंग में करंट ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस और पावर फैक्टर का पता लगाएं पहले से ही दिया गया है कि हाई वोल्टेज वाइंडिंग में 230 वोल्ट सप्लाई की है और लो वोल्टेज वाइंडिंग शार्ट सर्किट है हमने पहले से ही ओपन सर्किट परीक्षण और शॉर्ट सर्किट का अध्ययन किया है Refer Slide Time 0434 तो इस मामले में ट्रांस अनुपात K 3 हाय वोल्टेज साइड प्राइमरी है लो वोल्टेज साइड को सेकेंडरी के रूप में परिभाषित किया गया है यहां यह कर्सर पर देखा गया है तो R 1 12 Ω और x1 6 Ω है R2 005 है X2 यहाँ 003 Ω है तो यहाँ यह है यहाँ यह सिर्फ 03 पर पकड़ नहीं है तो यह 003 Ω है अब इस मामले में इसलिए हाई वोल्टेज साइड को प्राइमरी दी जाती है Re 1 बराबर है Re1 R 1 K 2 R2 यह हाई वोल्टेज साइड को संदर्भित करता है तो R1 122X005 है जिसका आउटपुट165 Ω है और यह एक Xe 1 X1 K2 X2 62 X 03 के साथ 627 Ω है Refer Slide Time 0536 तो एमपीडांस रूट ओवर Re12 Xe 12 तो यह वास्तव में 648 हो रहा है तो अब हाय वोल्टेज वाइंडिंग में करंट हाई रहेगा जबकि लो वोल्टेज वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट होगा Refer Slide Time 0552 इसका मतलब है कि शॉर्ट सर्किट करंट ISC VSC Ze1 यह 648 द्वारा विभाजित 230 वोल्ट दिया गया है तो यह वास्तव में 3547 एम्पीयर है यहां I0 नेगलिजिबल हैं तो यदि I0 को नेगलेक्ट करते हैं तो ट्रांसफार्मर में I1 I2 डैश समान करंट 3547 एम्पीयर देखेंगे अब लो वोल्टेज वाइंडिंग में करंट उपयोग I2 K I2 ' डैश का ट्रांसफॉरमेशन रेशों होगा तो के 3 है इसलिए यह 1064 एम्पीयर हो जाएगा Refer Slide Time 0627 तो अब कुल कॉपर लॉस अगर WSC देखते है तो यह 12 Re1 होगा तो यह 3547 2 165 है तो यह 2076 वाट आ रहा है और यहाँ इसे VSC ISC cosᲶsc WSC के रूप में जाना जाता है मेरा मतलब है vi cos W समान संबंधहै तो V 230 वोल्ट है करंट 3547 एम्पीयर है यह पता लगाने के लिए cos Ჶ 2076 है इसलिए यह वास्तव में 0254 पावर फैक्टर है यह बहुत ही साधारण सी बात है केवल एक चीज यह है कि अगर देखो कि लो वोल्टेज करंट वाइंडिंग यह वास्तव में 1064 एम्पीयर है अगर हम समस्या को देखें कि एक सिंगल फेस में यह रूपांतरित होता है जो इन सभी दिए गए प्राइमरी वाइंडिंग में रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है और अगर हाय वोल्टेज वाइंडिंग को 230 वोल्ट सप्लाई की जाती है लो वोल्टेज शॉर्ट वाइंडिंग के साथ तो फिर लो वोल्टेज वाइंडिंग में करंट का पता लगाएं मैंने जानबूझकर यह समस्या ली है यह 106 एम्पीयर आ रहा है तो प्रयोगशाला में करंट के इस मूल्य को मापने के लिए हो सकता है की एमीटर न हो लेकिन तब भी जानबूझकर मैंने इस प्रॉब्लम को लिया है Refer Slide Time 0744 तो अगला एक सिंगल फेज 3 केवीए ट्रांसफार्मर हैजोकि 230 बाय 115 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफॉर्मर में निम्नलिखित कांस्टेंट R1 के लिए X1 और R2 एक्स 2 के रूप में दिया गया है और RC को कौल लॉस कंपोनेंट रेजिस्टेंस दिया गया है और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट रिएक्टेंस को Xm दिया गया है प्रश्न में सब कुछ दिया है अब इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग क्या होगी जब ट्रांसफॉर्मर ओपन सर्किट टेस्ट से जुड़ा हो तब शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होगा दोनों परीक्षणों में सप्लाई हाई वोल्टेज साइड को दी जाती है Refer Slide Time 0818 ओपन सर्किट परीक्षण V1 230 वोल्ट है जिसमें K ट्रांस रेशियो 230 या वोल्टेज रेशियो 230 बाय 150 2 है इसलिए सीधे मैं लिख सकता हूं कि इन सभी समस्याओं को सिंगल फेस सर्किट की तरह हल किया है तो Ic V1 Rc या नहीं 234 60 से डिवाइड किया गया जिससे 0383 एम्पीयर मिला सर्किट पास में नहीं है क्योंकि यह समझ में आता है और Im V1 Xm है जिसकी वैल्यू 115 एम्पीयर है इसलिएI0 रूट IC 2 Im 2 के तहत है तो यह 1212 एम्पीयर है Refer Slide Time 0852 हाई वोल्टेज वाइंडिंग मैं नो लोड इनपुट को V1 Ic के द्वारा दिया गया है यह नो लोड इनपुट कंडीशन है तो यह 230 0383 है तो यह मूल रूप से 8809 वाट लगभग 88 वाट है Refer Slide Time 0907 अब इसलिए इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग वोल्टमीटर रीडिंग 230 वोल्ट एमीटर रीडिंग 2 एम्पीयर और वॉटमीटर मीटर रीडिंग 88 वॉट होगी अब शॉर्ट सर्किट परीक्षण यहां K 2 है Refer Slide Time 0919 तो Re1 R1 K2 R2 है इन सभी चीज़ों की गणना करने पर 066 Ω मिलेगा और यह Xe1 X1 k2 X2 है जिससे 08Ω प्राप्त होगा अब Ze1 गणना करने पर 1037Ω प्राप्त हो रहा है हाय वोल्टेज वाइंडिंग में फुल लोड करंट 3 केवीए ट्रांसफार्मर है इसलिए यह 230 1304 एम्पीयर द्वारा 1 3 1000 मिमी है Refer Slide Time 0947 अब शॉर्ट सर्किट कंडीशन वोल्टेज I1 Ze1 के तहत VSC 135 हाय वोल्ट मिलेगा क्योंकि शॉर्ट सर्किट परीक्षणों में बहुत कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है तो VSC 135 वोल्ट होगा और WSC कि शॉर्ट सर्किट की स्थिति के तहत कॉपर लॉस I12 Re1 यह 112 वाट आ रहा है Refer Slide Time 1011 इसलिए इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग वोल्टमीटर रीडिंग 135 वोल्ट होगी एमीटर रीडिंग 13 एम्पीयर और वॉटमीटर रीडिंग 112 वाट होगी यह ट्रांसफार्मर की आखरी प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए है यह एक ऑटो ट्रांसफार्मर है अब ये बहुत सरल चीजें हैं Refer Slide Time 1029 इसलिए 115 केवीए 23 केवीए सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफार्मर को जब 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के रूप में उपयोग किया जाता है तो 100 केवीए का रेटेड आउटपुट होता है अब अगर ट्रांसफ़ॉर्मर के 2 वाइंडिंग को एक ऑटोट्रांसफ़ॉर्मर के रूप में सीरीज में जोड़ा जाए तो संभव वोल्टेज रेशियो और आउटपुट क्या होंगे तो यह समस्या है यह कैसे करना है Refer Slide Time 1054 दो संभावित कनेक्शन कैसे संभव होंगे यहां यह ऑटो ट्रांसफार्मर है यह A है यह हिस्सा B है और यहां कुछ हिस्सा C है इसलिएपहले की तरह यह करंट I1 है ऊपर की दिशा I2 I1 और यह करंट है I2 है BC B यानि अगर ऐसा है तो यह 2300 वोल्ट X2 है और AC जो A से C है वह 11500 वोल्ट है मुझे लगता है कि यह वही है जो किसी भी ट्रांसफार्मर को कॉल करता है तो BC यह 11500 वोल्ट है और AC है 2300 वोल्ट ले लिया है अब एक और 1 मामला BC 11500 वोल्ट है उस मामले में यह X2 है यह 1 संभव कनेक्शन है दूसरा AC 2300 वोल्ट ले सकता है दूसरा BC 2300 वोल्ट है और AC 11500 वोल्ट होगा बस मैं यही कहना चाहता हूं कि 2 संभावित कनेक्शन संभव है Refer Slide Time 1203 तो अब पहले मामले के लिए मान लीजिए इस कनेक्शन में X2 11500 बोल्ट है जो कि पहला मामला है इसका मतलब है कि यह एक BC 11500 X2 और AC 2300 वोल्ट है अब इस मामले में 11500 वोल्ट है जिसमें V1 को A से B मैं जोड़ते हैं तो इस मामले में यह 11500230013800 वोल्ट होगा अब वोल्टेज रेशियो K 1380011500 138 से 115 को विभाजित किया जाएगा और क्या कहते हैं कि ट्रांसफार्मर 100 केवीए रेटिंग है इसलिए इसे I2 I1 V2 100 1000 दिया गया है क्योंकि यह KVA है और इसे वोल्ट एम्पीयर में परिवर्तित कर रहा है इसलिए I2 I1 को 87 एम्पीयर मिलेगा फिर से V1 V2 I1 फिर से 100 1000 होगा Refer Slide Time 1302 तो जिससे मुझे I1 435 एम्पीयर मिलता है बस ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए सिद्धांत देखें जो कुछ यहां दिया गया था अब इस समीकरण से I2 87 प्राप्त कर सकता हूं इस समीकरण 8 से I1 435 मिला तो I2 87 I1 है इसलिए यह 527 एम्पीयर आ रहा है ऑटो ट्रांसफार्मर का केवीए रेटिंग V1 I1 द्वारा दिया गया है इस सभी वॉल्यूम को सबसे ट्वीट करने पर छह सौ केवीए प्राप्त हो रहा है तो यह 13800 435 है यह 13800 है यह 435 1000 से विभाजित है 600 केवीए या X2I के साथ मिलता है अगर 1000 से 11500 527 बनाते हैं तो यहां भी 600 केवीए मिलेगा Refer Slide Time 1344 अब इसी तरह एक ऑटो ट्रांसफार्मर की मात्रा 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के 1 1 K डैश मात्रा को जानता है लेकिन K डैश V1 V2 जो कि 115 से 138 है Refer Slide Time 1405 इसलिए शायद ऑटो ट्रांसफार्मर की मात्रा 1 115 से 138 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर वॉल्यूम है इसलिए ऑटो की वॉल्यूम 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर वॉल्यूम 017 होगा तो यह एक जवाब है तो यह वही कॉल है जिसके साथ यह सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है चीजें बहुत सरल हैं केवल एक चीज जो कि केंद्रित है वह है ओपन सर्किट टेस्ट शॉर्ट सर्किट टेस्ट फिर 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर और ऑटोट्रांसफॉर्मर और ट्रांसफॉर्मेशन के मूल्य के ऑटो ट्रांसफॉर्मर कंपोजिशन और एफिशिएंसी के साथ साथ पूरे दिन की एफिशिएंसी और वोल्टेज रेगुलेशन यूनिटी पावर फैक्टर में पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर एक ट्रांसफार्मर बहुत सरल है तो अगला ट्रांसफार्मर जो हम शुरू करेंगे उससे हम थ्री फेज इंडक्शन मशीन कहा जाता है यह केवल प्रथम वर्ष के स्तर पर होगा तो यह सिर्फ एक बेसिक पोर्शन है Refer Slide Time 1507 तो अब हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट करते हैं यह वास्तव में क्या है विशेष रूप से बेसिक लेवल पर थोड़ा सा हिस्सा कवर किया जाएगा और बस यह देखें कि यह कैसा है और इसे बनाने से पहले 3 फेस इंडक्शन मोटर कहते हैं मैं शुरुआत में बताता हूं कि जब भी कॉलेज में इस टॉपिक का अध्ययन करें प्रयोगशाला में देखें कि एक ओपन इंडक्शन मशीन बुंड रोटर इंडक्शन मशीन और स्क्विरल केज कैसे काम करती है स्टेटर कैसे काम करता है रोटर भाग को क्या कहते हैं क्योंकि यहां से डायग्राम को आपको विजुलाइज करना होगा अपनी इमैजिनेशन से लेकिन प्रयोगशाला में निश्चित रूप से ओपन स्टेटर ओपन रोटर को अलग से है जिसे आप वास्तव में देख सकते हैं है कि यह क्या है अब सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए जाएं उम्मीद है कि इंडक्शन मशीन का बेसिक प्रिंसिपल किसी भी समस्या को पैदा नहीं करेगा चीजें मुश्किल नहीं हैं लेकिन पहले साल के स्तर पर केवल बेसिक हैं इसलिए 3 फेस इंडक्शन मोटर इंडस्ट्री में सबसे अधिक उपयोग होता है वे सिंपल लो प्राइस और आसानी से मेंटेन किया जा सकता है मेरा मतलब है कि सभी इंडस्ट्री में लगभग इंडक्शन मोटर पाया जाता है क्योंकि बिना इंडक्शन मोटर के इंडस्ट्री में काम करना एक जगह से दूसरी जगह चीजों को करना बहुत मुश्किल हो जाता है इसलिए वे अनिवार्य रूप से 0 से फुल लोड तक कांस्टेंट स्पीड पर होता हैं कभी कभी कांस्टेंट स्पीड का अर्थ है सिंक्रोनस स्पीड तो कभी कभी यह सब एक कांस्टेंट स्पीड है Refer Slide Time 1658 तो 3 फेस इंडक्शन मोटर में 2 मुख्य भाग होते हैं 1 स्थिर भाग है जिसे स्टेटर कहा जाता है दूसरा एक घूमने वाला भाग है जिसे रोटर कहा जाता है Refer Slide Time 1708 तो रोटर वास्तव में एक छोटी एयर गैस द्वारा स्टेटर से अलग हो जाता है जो मोटर की पावर के आधार पर 04 मिलीमीटर से 4 मिलीमीटर तक होता है तो स्टेटर और रोटर के बीच एक गैप है और इसे एयर गैप कहा जाता है बाद में पावर स्टेटर से ट्रांसमिट होती है और एयर गैप के द्वारा रोटर तक जाती है Refer Slide Time 1730 तो अब स्टेटर वास्तव में एक स्टील फ्रेम से बना होता है जो स्टैक लेमिनेशन के ऊपर बने एक होलो सिलैंडरिकल कोड को घेरता है मेरा मतलब है कि यह तस्वीर जो मैंने एक किताब से ली है और यह एक फोटोकॉपी है थोड़ा काला लग रहा है यह फोटोकॉपी है और ये निकाले गए टर्मिनल हैं Refer Slide Time 1736 यह वास्तव में एक स्टील का हिस्सा है और इसके अंदर स्टील लैमिनेटेड है और जब यह अंदर जाता है तो ये स्लॉट होते हैं जहां 3 फेस वाइंडिंग होती हैं मैंने पहले भी कहा है कि प्रयोगशाला में देखें कि स्टेटर कैसा है या रोटर कैसा होता है यह एक जैसे दिखते हैं पावर प्लांट के लिए सिंक्रोनस जनरेटर का उपयोग करें अगर यह देखने के लिए कि इस सिंक्रोनस जेनरेटर के डिज़ाइन का क्या मतलब है जब मरम्मत होती है तो यह इतना सुंदर लगेगा कि यह वही है जो पावर प्लांट में पहला सिंक्रोनस जनरेटर है लेकिन वैसे भी इंडक्शन मोटर छोटे आकार का होता है सिंक्रोनस जनरेटर में एक बहुत लंबा रोटर हो सकता है किस तरह सेयह वाइंडिंग में इसे कैसे रखा जाता है ये सभी चीजें प्रयोगशाला में देख सकते हैं की स्टेटर और रोटर कैसे दिखते हैं यह तभी पता चल सकता है जब मशीन निश्चित रूप से खुली हो हालांकि स्टेटर में एक स्टील फ्रेम होता है मुझे बताया गया है कि स्टैक किए गए टुकड़े होलो सिलैंडरिकल कोड को संलग्न करता है यह स्टील का हिस्सा है तो समान रूप से बहुत सारे स्थान होते हैं जिसे इंटरनल सरकम्फ्रेंस कहा जाता है जो कि फाऊंडिंग के लिए स्थान प्रदान करने के लिए लेमिनेशन के आंतरिक परिधि को कॉल करते हैं बहुत से छिद्रित होते हैं तो स्टेटर वाइंडिंग यहाँ हैं इसलिए मैंने फिर से प्रयोगशाला में बस इस चीज को देखने के लिए दोहराया और कुछ भी कहने से पहले कि ट्रांसफार्मर में अब 3 फेस स्टेटर है ट्रांसफार्मर में फ्लक्स का अलग अलग समय था अंतर के कारण स्टैटिक डिवाइस को रोटेटिंग डिवाइस में बदल रहा है लेकिन एक ट्रांसफार्मर के मामले में फ्लेक्स अलग अलग था इस स्थिति में स्टेटर 3 फेस में यदि करंट सप्लाई होता है तो 3 फेस सरफेस का अध्ययन किया जाता है जो3 फेस वाइंडिंग हैं तो यह एक 3 फेस बनाएगा जिसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है लेकिन रोटर यहां नहीं है रोटर को मैं अलग से दिखाऊंगा जैसे ही 3 फेस मैग्नेटिक फील्ड को बनाया जाता है वैसे ही उसे कॉल किया जाता है अगर मैं लीकेज रजिस्टेंस और रिएक्टेंस को ट्रांसफार्मर की तरह नेगलेक्ट करूं तब वोल्टेज स्टेटर वाइंडिंग के हर स्पेस में इंड्यूस्ड होगा तो यह 3 फेस इंडक्शन मोटर का स्टार्टर है Refer Slide Time 2009 तो इस मामले में रोटर पंच लेमिनेशन से बना होता है इन्हें बहुत सावधानी के साथ रोटर स्लॉट में एक सीरीज बनाकर रखा जाता है रोटर वाइंडिंग के लिए Refer Slide Time 2020 यह भी मैंने एक किताब से लिया है फोटोकॉपी के कारण यह पिक काली दिखती है तो यह वास्तव में एक स्क्विरल केज की मोटर है तो यह स्क्विरल केज रोटर है और यहाँ जो कुछ भी बार प्रकार की चीजों को देखता है यह स्क्विरल केज रोटर है स्लॉट वहाँ हैं और बार को वास्तव में रखा गया है और इस रोटर के प्रत्येक और दोनों छोरों में कॉपर वाइंडिंग किया जाता है क्योंकि यह एक क्रोपर कहा जाता है दोनों साइड को एक साथ पंच किया जाता है और वेल्डेड होता है यह अपने आप में एक शॉर्ट सर्किट है बाद में इसे क्यों देखें यह एक स्क्विरल केज रोटर है मैं प्रयोगशाला में सुझाव देता हूं कि ओपन इंडक्शन मशीन देखें निश्चित रूप से यह वहां होगा इस प्रकार एक बेहतर दृश्य हो सकता है Refer Slide Time 2110 तो 2 प्रकार की रोटर वाइंडिंग का उपयोग करें एक यह है कि इंसुलेटेड वायर से बना कन्वेंशनल 3 फेस वाइंडिंग है जो बुंड रोटर इंडक्शन मोटर है कुछ सर्किट डायग्राम बाद में दिखाऊंगा एक और स्क्विरल केज वाइंडिंग है जोकि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है अंततः दोनों चीजों का ऑपरेटिंग सिद्धांत समान है अंतिम ऑपरेटिंग सिद्धांत समान है लेकिन आपको नींद मैं भी वाउंड रोटर केस दिखाई देगा बाद में मैं एक सर्किट डायग्राम दिखाऊंगा जो रेजिस्टेंस से जुड़ा हो सकता है जब धीरे धीरे यह रेजिस्टेंस कट हो जाएगा और इन सभी चीजों को एक साथ परिचालित किया जाएगा तो इंडक्शन मशीन के लिए रोटर शॉर्ट सर्किट होते हैं यह एक सेल्फ स्टार्ट है Refer Slide Time 2200 कैसे एक स्क्विरल केज रोटर से बना होता है जिसे बेयर कॉपर बार कहा जाता है यहां डायग्राम में बार जा रहा है रोटर की तुलना में थोड़ा बड़ा है जिसे स्लॉट पर धक्का दिया जाता है मेरे सुझाव में जब आप कॉलेज की लेबोरेटरी में एक खुली मशीन देखेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे विपरीत छोरों को दो कॉपर के छोरों पर वेल्डेड किया जाता है ताकि सभी बार को एक साथ परिचालित किया जाए यह एक शॉर्ट सर्किट है संपूर्ण कंस्ट्रक्शन बार और एंड रिंग एक स्क्विरल केज से मिलता जुलता है जहाँ से यह नाम निकला है बाद में आप इसे देखेंगे छोटे और मध्यम आकार के मोटर्स में बार और एंड रिंग्स डाई कास्ट एल्यूमीनियम के बने होते हैं जिसे इंटीग्रल ब्लॉक कहा जाता है Refer Slide Time 2243 अब वाउंड रोटर केस को देखते हैं बाद में सर्किट डायग्राम को देखेंगे स्टेटर में 3 फेस वाइंडिंग स्टेटस की तरह होती है वाइंडिंग को समान रूप से स्लॉट में वितरित किया जाता है और आमतौर पर स्टार्ट में जुड़ा होता है टर्मिनलों को 3 स्लीपिंग स्विच से जोड़ा जाता है जो रोटर के साथ मुड़ते हैं उस सर्किट डायग्राम के साथ मैं बाद में दिखाऊंगा Refer Slide Time 2307 तो घूमने वाली स्लिप रिंग और संबंधित स्टेशनरी ब्रश हमें सीरीज में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को रोटर वाइंडिंग के साथ जोड़ने में सक्षम करते हैं तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का उपयोग मुख्य रूप से स्टार्टिंग अवधि के दौरान किया जाता है जो सामान्य स्थितियों के तहत तीन ब्रश शॉर्ट सर्किट होते हैं जब दूसरे या तीसरे वर्ष के इंडक्शन मशीन एक्सपेरिमेंट्स को देखेंगे उस समय वाउंड रोटर मशीन निश्चित रूप से देखेंगे जब मैं उस समय प्रयोगशाला का प्रयोग करूंगा तो मैं यह दिखाऊंगा की मशीन के पार्ट्स कैसे होते हैं और वह कैसे कार्य करती है लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि पहले वर्ष में यह एक प्रयोग करना है या नहीं तो ये चीजें हैं लेकिन यदि आप एक प्योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो निश्चित रूप से इसे दूसरे वर्ष या तीसरे वर्ष की इलेक्ट्रिकल मशीन प्रयोगशाला में देखेंगे Refer Slide Time 2353 Glossary Word Meaning Hindi meaning efficiency एफिशिएंसी एफिशिएंसी unity power factor यूनिटी पावर फैक्टर यूनिटी पावर फैक्टर loading factor लोडिंग फैक्टर लोडिंग फैक्टर exercise एक्सरसाइज एक्सरसाइज voltage regulation वोल्टेज रेगुलेशन वोल्टेज रेगुलेशन lagging लैगिंग लैगिंग leading लीडिंग लीडिंग formula regulation फार्मूला रेगुलेशन फार्मूला रेगुलेशन single phase step down सिंगल फेज स्टेप डाउन सिंगल फेज स्टेप डाउन primary winding प्राइमरी वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग resistance रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस reactance रिएक्टेंस रिएक्टेंस voltage winding वोल्टेज वाइंडिंग वोल्टेज वाइंडिंग short circuit शार्ट सर्किट शार्ट सर्किट Open circuit ओपन सर्किट ओपन सर्किट impedance एमपीडांस एमपीडांस neglect नेगलेक्ट नेगलेक्ट transformation ratio ट्रांसफॉर्मेशन रेशों ट्रांसफॉर्मेशन रेशों voltage current winding वोल्टेज करंट वाइंडिंग वोल्टेज करंट वाइंडिंग instrument इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट constant speed कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट स्पीड synchronous speed सिंक्रोनस स्पीड सिंक्रोनस स्पीड induction motor इंडक्शन मोटर इंडक्शन मोटर air gas एयर गैस एयर गैस transmit ट्रांसमिट ट्रांसमिट cylindrical code सिलैंडरिकल कोड सिलैंडरिकल कोड internal circumference इंटरनल सरकम्फ्रेंस इंटरनल सरकम्फ्रेंस static device स्टैटिक डिवाइस स्टैटिक डिवाइस rotating device रोटेटिंग डिवाइस रोटेटिंग डिवाइस flux फ्लेक्स फ्लेक्स rotating magnetic field रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड magnetic field मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड leakage resistance लीकेज रजिस्टेंस लीकेज रजिस्टेंस reactance रिएक्टेंस रिएक्टेंस induced इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड starter स्टार्टर स्टार्टर punch lamination पंच लेमिनेशन पंच लेमिनेशन rotor slot रोटर स्लॉट रोटर स्लॉट series सीरीज सीरीज rotor winding रोटर वाइंडिंग रोटर वाइंडिंग squirrel cage स्क्विरल केज स्क्विरल केज copper winding कॉपर वाइंडिंग कॉपर वाइंडिंग cropper क्रोपर क्रोपर induction machine इंडक्शन मशीन इंडक्शन मशीन rotor winding रोटर वाइंडिंग रोटर वाइंडिंग insulated wire इंसुलेटेड वायर इंसुलेटेड वायर conventional कन्वेंशनल कन्वेंशनल phase winding फेस वाइंडिंग फेस वाइंडिंग wound rotor induction motor बुंड रोटर इंडक्शन मोटर बुंड रोटर इंडक्शन मोटर self start सेल्फ स्टार्ट सेल्फ स्टार्ट circuit diagram सर्किट डायग्राम सर्किट डायग्राम bare copper बेयर कॉपर बेयर कॉपर construction bar कंस्ट्रक्शन बार कंस्ट्रक्शन बार end ring एंड रिंग्स एंड रिंग्स integral block इंटीग्रल ब्लॉक इंटीग्रल ब्लॉक die cast aluminium डाई कास्ट एल्यूमीनियम डाई कास्ट एल्यूमीनियम slipping switch स्लीपिंग स्विच स्लीपिंग स्विच stationary brush स्टेशनरी ब्रश स्टेशनरी ब्रश